एनपीटीईएल एनपीटीईएल ऑनलाइन प्रमाणन पाठ्यक्रम एनपीटीईएल ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स लैंगिक न्याय एवं कार्यस्थल सुरक्षा पर पाठ्यक्रम कोर्स ऑन जेंडर जस्टिस एंड वर्कप्लेस सिक्योरिटी प्रोदीपा दुबे द्वारा राजीव गांधी बौद्धिक संपदा कानून विद्यालय राजीव गांधी स्कूल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ आइआइटी खड़गपुर लेक्चर 09 संवैधानिक परिप्रेक्ष्य जारी इस व्याख्यान में हम लिंग न्याय के संबंध में संवैधानिक दृष्टिकोण के साथ जारी रखेंगे संदर्भ समय को देखें 039 एक ओर हमने देखा है कि संविधान प्रस्तावना के संबंध में कुछ आदर्शों और मूल्यों को मानती है और जिसे राज्य को कायम रखना है और दूसरा भाग हमने देखा है कि भारतीय संविधान के भाग तीन के तहत कुछ मौलिक अधिकारों की गारंटी है इन मूलभूत अधिकारों को मूल मानवाधिकारों के रूप में सम्मिलित किया जाता है जो हर व्यक्ति के जीने और समाज में जीने के लिए महत्वपूर्ण हैं इस संबंध में समानता का अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार शोषण के खिलाफ अधिकार मानव सम्मान के साथ जीवन का अधिकार जो महिलाओं के अधिकारों को बरकरार रखने और महिलाओं के खिलाफ किसी भी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने के अर्थ में लैंगिक अधिकारों के मूल में है ये सभी अधिकार लागू करने योग्य हैं और कोई भी इन अधिकारों के उल्लंघन के लिए कानून के विधि नियम में जा सकता है और यह सुनिश्चित करना अदालतों का कर्तव्य है कि इन अधिकारों को अदालतों द्वारा बरकरार रखा जाए हम अगली बार भारतीय संविधान के भाग चार में आते हैं जो राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का पालन करता है ये भाग चार में शामिल हैं जैसा कि मैंने भारतीय संविधान के बारे में कहा इस तरह से कि वे मौलिक अधिकारों के साथ भिन्न हैं जबकि मौलिक अधिकार व्यक्तिगत अधिकारों को पूरा करते हैं राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं इसलिए राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत मूल रूप से वे पहलू हैं जिन्हें सामाजिक न्याय और सामाजिक सुरक्षा का अहसास कराने के लिए इन अवस्थाओं को बरकरार रखना चाहिए ये निर्देश सिद्धांत संविधान के भाग चार में निहित हैं हालाँकि वे कानून की अदालतों में लागू नहीं होते हैं एक अर्थ में जैसा कि हमने अनुच्छेद 32 के तहत कहा है मौलिक अधिकार कानून की अदालतों में लागू करने योग्य हैं क्योंकि उस निर्देश के सिद्धांतों में कोई प्रवर्तनीयता नहीं है वे दिशा निर्देश की तरह हैं जैसा कि मैंने कहा या जो लक्ष्य हैं जो राज्य को एक समय की अवधि में प्राप्त होने चाहिए इसलिए निर्देशक सिद्धांतों के किसी भी उल्लंघन के लिए कोई एक निश्चित रूप से निर्देश सिद्धांतों के प्रवर्तन के लिए कानून की अदालतों में नहीं जा सकता है हालाँकि इस तथ्य में निहित है कि निर्देश सिद्धांत देश के शासन के लिए भी मौलिक हैं और यह महत्वपूर्ण है कि विभिन्न निर्देश सिद्धांतों को निर्धारित किया जाए जो कि राज्य द्वारा समय समय पर बड़े स्तर पर समाज और राज्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए महसूस किए जाने चाहिए अब ऐसे कई प्रत्यक्ष सिद्धांत हैं जो महिलाओं सहित लोगों के कल्याण के उद्देश्य से हैं या तो यह समान पारिश्रमिक से संबंधित है पुरुषों और महिलाओं के लिए समान काम के लिए समान वेतन या यह महिलाओं को मातृत्व लाभ देने से संबंधित है कई निर्देश सिद्धांत हैं जिन्हें निर्धारित किया गया है और जो महिलाओं के कल्याण को प्राप्त करते है और देखते है कि यह राज्य उस छोर के लिए आवश्यक प्रयास करता है संदर्भ समय को देखें 0426 अब इस संबंध में मौलिक निर्देशों में से एक है जिसका मैं उल्लेख करूँगी कुछ अन्य हैं जो आप अनुच्छेद ३ ९ आदि का उल्लेख कर सकते हैं जो राज्य नीति के अन्य निर्देश सिद्धांतों की बात करता है विशेष रूप से जो चर्चा में आता है और हाल के दिनों में विचार विमर्श के तहत बहुत कुछ भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 है अब भारतीय संविधान का यह अनुच्छेद 44 राज्य को अपने नागरिकों के लिए सुरक्षित करने का निर्देश देता है जो भारत के पूरे क्षेत्र में समान नागरिक संहिता लागू हैं अगर हम याद कर सकते हैं कि हाल के दिनों में यह किस अर्थ में विचार विमर्श में रहा है तो यह ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर है एक याचिका दायर की गई है जो सर्वोच्च न्यायालय में है और इस पर बहस चल रही है जिसमें यह माना गया है कि ट्रिपल तलाक कहीं न कहीं महिलाओं के कारण भेदभावपूर्ण है क्योंकि 100 और 1000 महिलाएं हैं जो एक हैं उस धर्म का हिस्सा और पति द्वारा ट्रिपल तलाक के उच्चारण के अधीन है और उन्हें खुद पर छोड़ दिया गया है और इन महिलाओं को किसी भी आर्थिक संसाधन आदि के अभाव में अपने लिए और अपने बच्चों के लिए उनके लिए उनके जीवन के लिए और उनकी भलाई के लिए एक गंभीर समस्या पैदा करने के लिए छोड़ दिया जाता है इसलिए ट्रिपल तलाक के मुद्दे को कानून की अदालतों में चुनौती दी गई है अब समान नागरिक संहिता का मुद्दा यहां क्यों प्रासंगिक हो गया है क्योंकि नागरिक संहिता या समान नागरिक संहिता नागरिक कानूनों के आवेदन में एकरूपता के संदर्भ में और नागरिक कानूनों के आवेदन विवाह उत्तराधिकार गोद लेने तलाक रखरखाव के संदर्भ में बोलती है आदि अब भारत में अगर हम जानते हैं कि इन पहलुओं में से प्रत्येक में जो पार्टी के व्यक्तिगत कानून से संबंधित हैं तो हम अपने व्यक्तिगत कानूनों द्वारा नियंत्रित होते हैं इसलिए धर्म पर आधारित है इसलिए चाहे कोई हिंदू है कोई मुसलमान है या कोई ईसाई है इसलिए आगे चलकर हमारे पास अलग अलग व्यक्तिगत कानून हैं जो विवाह के पहलू तलाक को अपनाने आदि के पहलू को नियंत्रित करते हैं अन्य मामलों में आइए हम कहते हैं कि अनुबंध के संबंध में संपत्ति आदि के संबंध में पूरे देश में एक समान कानून हैं यहां तक कि आपराधिक कानून के मामलों में भी एक प्रकार का अपराध है भारतीय दंड संहिता के संदर्भ में एकरूपता है आपराधिक प्रक्रिया आदि का कोड सभी व्यक्तियों के लिए समान रूप से लागू है हालांकि एकमात्र राज्य के व्यक्तिगत कानून है जहां अगर कोई हिंदू है तो वह अपने घर में विवाह और तलाक के कानूनों द्वारा शासित होगा यदि कोई मुस्लिम है तो वह अपने स्वयं के कानूनों द्वारा शासित होगा और इसलिए इस्लाम धर्म का पालन करने वाले लोग अपने स्वयं के कानून द्वारा शासित होते हैं जहां ट्रिपल तलाक के इस मुद्दे को कानूनी मान्यता प्राप्त है और इसलिए समान नागरिक संहिता की चर्चा में ट्रिपल तलाक़ का सवाल महत्वपूर्ण और प्रासंगिक हो जाता है तो मुद्दा यह है कि निर्देश सिद्धांतों के अनुच्छेद 44 ने इस राज्य की आवश्यकता को एक समान कोड निर्धारित करने के लिए रखा है जब यह व्यक्तिगत मामलों की बात आती है हालाँकि जैसा कि मैंने कहा कि यह केवल एक निर्देश है और यह राज्य पर निर्भर करता है क्योंकि जब वह इसे लागू करना चाहता है और आज तक हम उस ओर पर्याप्त प्रयास नहीं कर पाए हैं सिर्फ अदालत में संविधान सभा के घटक मुंशी ने टिप्पणी की थी कि यदि उत्तराधिकार के उत्तराधिकारी कानून उत्तराधिकार को धर्म का हिस्सा माना जाता है तो महिलाओं की समानता कभी भी हासिल नहीं की जा सकती अब हमें महत्व को समझना होगा क्योंकि प्रत्येक व्यक्तिगत कानून या कई व्यक्तिगत कानूनों में कई प्रथाएं हैं कई प्रणालियां हैं जो अस्तित्व में हैं जो महिलाओं के लिए अपमानजनक हैं इसलिए जैसा कि हमने ट्रिपल तलाक का उदाहरण बताया है वैसे ही दूसरी शादी का अनुबंध करने के लिए धर्मांतरण का भी मुद्दा रहा है इसी तरह महिलाओं के रखरखाव का मुद्दा रहा है और क्या कोई व्यक्ति रखरखाव का दावा कर सकता है नियमित कानून के तहत या नागरिक आपराधिक प्रक्रिया के तहत ऐसे मुद्दे हैं जो कानून की अदालतों के समक्ष लगातार सामने आए हैं आप में से कई लोग शाह बानो मामले और सरला मुद्गल मामले को जान सकते हैं जिसमें तलाक के बाद महिलाओं के रखरखाव के दोहरे मुद्दे और दूसरे विवाह को अनुबंधित करने के लिए एक आदमी के इस्लाम में धर्मांतरण का मामला सामने आया था अब इस प्रत्येक मुद्दे में यह देखा गया था कि अंतिम छोर पर महिलाएं थीं क्योंकि जैसा की हमने कहा कि तलाक के मामले में महिलाओं को अपने आप पर ही छोड़ दिया जाता है कई बार उनके पास आर्थिक संसाधन नहीं होते हैं और उन्हें केवल उस रखरखाव पर निर्भर रहना पड़ता है जो पति से देय होता है हालांकि मुस्लिम कानून इद्दत की अवधि तक रखरखाव की अनुमति देता है जो मुस्लिम कानून के तहत निर्धारित अवधि है लेकिन इससे परे पति की ओर से ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं है अब उस प्रश्न के रूप में बुलाया गया था क्योंकि यह पाया गया था कि कुछ लोग जहां मानव की स्थिति को कमजोर करते हैं और यहां मजबूर हैं यहां पर गरीबी हताशा उपेक्षा आदि का जीवन जीने के लिए उसके बाद इस मुद्दे के बाद एक अधिनियम था जो अधिनियम विवाह के विघटन पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए पारित किया गया था जिससे यह सुनिश्चित करने की कोशिश की गई थी कि कहीं न कहीं महिलाओं की चिंता को प्रभावी ढंग से संबोधित किया गया है हालाँकि इसके बाद भी कई मामले सामने आए हैं जो कानून की अदालतों में सामने आए हैं डैनियल लताफी आदि जहां बार बार यह मुद्दा उठाते हैं कि क्या धारा 125 सीआरपीसी को मुस्लिम महिलाओं द्वारा अपने पति के खिलाफ रखरखाव के लिए भुगतान करने के लिए कानून की अदालतों में बार बार याचिका दायर की जा सकती है इसलिए यहाँ हम एक ऐसी स्थिति देखते हैं जहाँ महिलाओं ने खुद को पूरी तरह से वंचित पाया है पूरी तरह से उपेक्षा की स्थिति में है और व्यक्तिगत कानून कहीं न कहीं उसकी भलाई और उसके सम्मानजनक जीवन की राह में आए हैं इसी तरह सरला मुथगल का यह मामला था जहां पति ने दूसरी शादी करने के लिए खुद को इस्लाम में परिवर्तित कर लिया क्योंकि दूसरी शादी एक आदमी चार बार कर सकता है और एक ही समय में चार पत्नियाँ रख सकता है इसलिए उस सवाल को सामने लाया गया और जो आदमी उस समय तक हिंदू था पत्नी के लिए सवाल यह था कि वह अब कैसे खड़ी होती है अपने पति को जो खुद को इस्लाम में परिवर्तित करने के लिए चला गया था और इस तरह एक विवाह का अनुबंध करता है क्या विवाह जायज होता है उसके पति या विवाहिता का संबंध भंग हो जाता है और वह उसके साथ रहती है वह महसूस करती है आप जानते हैं कि वह किस चीज से वंचित रह गई है और दूसरे व्यक्ति के कार्य के परिणामस्वरूप उसकी रुचि प्रभावित हुई है इसलिए यहां भी यह मुद्दा फिर से व्यक्तिगत कानूनों पर आ गया जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहने की कोशिश की कि इस तरह के धर्मान्तरण जो केवल दूसरी शादी के अनुबंध के उद्देश्य से किये जाते हैं को वैध नहीं कहा जा सकता है और अर्थात पहली पत्नी वह अभी भी उस धर्म के साथ शासित होगी जिसमें वह पहले से था और इसलिए यदि उस धर्म ने दूसरी शादी की अनुमति नहीं दी तो वह एक बड़े अपराध के लिए उत्तरदायी होगा इसलिए अनुच्छेद ४४ में निहित है आप जानते हैं कहीं न कहीं महिलाओं के अधिकार के मूल में क्योंकि यह विभिन्न प्रथाओं और अस्तित्व में रहे विभिन्न नियमों के संदर्भ में एक जबरदस्त प्रभाव है व्यक्तियों के व्यक्तिगत मामलों में जो कहीं न कहीं महिलाओं के लिए नकारात्मक प्रभाव डालता है और हमेशा महिलाओं को एक माध्यमिक माना जाता है और इसलिए महिलाओं के कारण को प्रभावी ढंग से संबोधित नहीं करता है यदि व्यक्तिगत कानून प्रचलित समय के संदर्भ में एक बदलाव या संशोधन से गुजरते हैं तो जो परिवर्तन समय के साथ हुए हैं उसी के संबंध में कोई कठिनाई नहीं है लेकिन सभी धर्मों के लिए भी यह सच नहीं है क्योंकि शायद हम यहां तक कि ईसाई कानूनों का उदाहरण ले सकते हैं जो पहले थे और जो तलाक के मामलों में पुरुषों और महिलाओं के लिए कहीं अलग थे जहां महिलाओं को एक आदमी से तलाक लेने के लिए और अधिक आधार पर निवेदन करना था लेकिन उस आदमी को शादी के विघटन के लिए एक या एक ही आधार से फरियाद करनी पड़ती जो एक तरफ़ा कहा गया था और नया बदलाव आया था जिसमें एक आदमी और औरत के साथ ऐसा भेदभाव किया गया था इसलिए कहीं न कहीं भारतीय संविधान का अनुच्छेद ४४ एक समान नागरिक अदालत की ओर राज्य को निर्देशित करने के संदर्भ में इसके माध्यम से भी महिलाओं की समानता स्थापित करने की कोशिश करता है क्योंकि यह इस तरह के मूल में निहित है आप जानते हैं ऐसा परिवर्तन हालांकि आज तक कहीं इसे हासिल नहीं किया गया है और यह वह जगह है जहाँ हम निर्देशक सिद्धांत का प्रत्यक्ष कार्यान्वयन या इसका तत्काल कार्यान्वयन नहीं देख सकते हैं हालाँकि जैसा कि हमने कहा कि ये किसी देश के शासन में मौलिक हैं ये राज्य से पहले प्रमुख लक्ष्य हैं और राज्य को देखने के लिए आवश्यक और प्रभावी उपाय करने चाहिए जो कि लंबे समय में हासिल किए जाते हैं इसलिए अगर आज नहीं तो समय के साथ साथ शायद धीरे धीरे राज्य को भी हासिल हो जाए और यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि ऐसे कई मामले हैं जहां अदालतों ने मौलिक अधिकार के भीतर निर्देश सिद्धांतों को पढ़ने की कोशिश की है तो हमने क्या कहा कि मौलिक निर्देश सिद्धांतों में मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रवर्तनीयता नहीं है सर्वोच्च न्यायालय ने कई निर्देश सिद्धांतों में पढ़ने की कोशिश की है और इसलिए अप्रत्यक्ष तरीके से इसे मौलिक अधिकारों के दायरे में शामिल करने की कोशिश की जाती है और इस तरह से कारण या राज्य में व्यक्ति की संवैधानिक सुरक्षा की संवैधानिक गारंटी देता है संदर्भ समय को देखें 1802 इसके अनुसार परिवर्तन के साथ स्थानीय निकायों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के संबंध में एक बदलाव आया है इसलिए अनुच्छेद 40 जो निर्देशक सिद्धांतों की बात करता है राज्य ग्राम पंचायतों को व्यवस्थित करने के लिए कदम उठाएंगे और उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेंगे जो उन्हें स्वयं सरकार की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो अब इस संबंध में 1992 में 73 वें और 74 वें संशोधन किए गए हैं जिसके तहत पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान किया गया है लेखों में भारतीय संविधान के 243 डी और 243 टी और इसलिए सीटों के आरक्षण के संबंध में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है और इसलिए महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया में एक प्रभावी आवाज़ मिलती है तो यह भी एक महत्वपूर्ण बदलाव है जो संविधान संशोधन के माध्यम से प्रभावित हुआ है संदर्भ समय को देखें 1913 अंतिम रूप से संवैधानिक पहलू में हम मौलिक कर्तव्यों पर आते हैं जिन्हें भारतीय संविधान के भाग 4 ए में जोड़ा गया है और यह संशोधन के माध्यम से डाला गया है और ये देश के लोगों देश के नागरिकों के मौलिक कर्तव्य हैं और उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जैसे उनके अधिकार हैं बेहतरी के लिए और अच्छी तरह से राज्य और राष्ट्र का या समग्र रूप से उन्हें कुछ कर्तव्यों का पालन करना चाहिए अब महिलाओं के संबंध में एक विशिष्ट मौलिक कर्तव्य है जो 51 एई में शामिल किया गया है जो महिलाओं से संबंधित है और यह कहता है कि यह भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करे इसलिए यह एक पहलू देश के प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी के संदर्भ में संस्करणों को बोलता है यह सुनिश्चित करने के लिए कि महिलाओं की समानता स्थापित की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि भेदभावपूर्ण प्रथाओं को समाप्त किया जाए और यह देखा जाए कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा की कोई स्थिति नहीं है जो कि समाज से होती है इसलिए प्रत्येक भारतीय नागरिक इस दायित्व के अधीन है कि वह उन प्रथाओं का त्याग करे जो महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक हैं तो चाहे हम यौन उत्पीड़न यौन शोषण घरेलू हिंसा के मामले में बोलते हैं या हम वेश्यावृत्ति की बात करते हैं या ऐसी प्रथाएँ जो वर्तमान में समाज में विद्यमान हैं फिर हम देखते हैं कि ये सभी जिम्मेदारी के उल्लंघन हैं या देश के नागरिकों पर लगाए गए एक प्रकार के दायित्व हैं उन्हें ऐसी प्रथाओं का त्याग करना है और यह देखना है कि महिलाओं की गरिमा बनी रहे हालाँकि कैसे के बारे में यह फिर से यहाँ उल्लेख किया जा सकता है कि इस मौलिक कर्तव्यों में कोई प्रवर्तनीयता नहीं है वे अच्छे व्यवहार और अभ्यास के एक भाग के रूप में लगभग देर से आते हैं जिसे बनाए रखा जाना चाहिए या जिसकी देश के प्रत्येक नागरिक से अपेक्षा की जाती है और यह महत्वपूर्ण है कि नागरिक अपने दम पर सुनिश्चित करें कि वे इन मौलिक कर्तव्यों का पालन करते हैं जो निर्धारित हैं लेकिन इसके अलावा अन्य कानून के विधि नियम में इसे लागू करने के संदर्भ में ऐसे कोई दायित्व नहीं हैं जब तक कि अदालत एक बार एक या दूसरे संवैधानिक प्रावधान के तहत इन मौलिक कर्तव्यों को पढ़ने के लिए तैयार नहीं है और जो अदालती क़ानून में लागू होने के रूप में स्थापित करने की कोशिश करता है हालाँकि संवैधानिक जिम्मेदारी या संवैधानिक जनादेश बिल्कुल स्पष्ट है यह लिंगों की समानता की बात करता है यह सिर्फ सेक्स के आधार पर व्यक्तियों के बीच भेदभाव की अनुपस्थिति की बात करता है और साथ ही इसके सकारात्मक दृष्टिकोण या राज्यों के इस हिस्से से सकारात्मक कार्यों की बात करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि महिला कानूनों को बढ़ावा देने और संरक्षण के लिए प्रभावी उपाय किए गए हैं नीचा दिखाने वाली प्रथाओं को हटा दिया गया है जबकि छोटा मानने वाली प्रथाओं और अपमानजनक प्रथाओं को समाप्त कर दिया गया है साथ ही यह महिलाओं के विभिन्न माध्यमों और तंत्रों के कारण को बढ़ावा देता है और इसलिए यह सभी उपाय कानूनों को लागू करने और लागू करने में लंबे समय से चले आ रहे हैं जिन्हें हम अगले व्याख्यान में देखेंगे